आपदा बहाली और बेहतर निर्माण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतीश है मैं वास्तुकला और योजना विभाग आई आई टी रुड़की में एक सहायक प्रोफेसर हूं आज मैं तमिलनाडु में सुनामी पुनर्निर्माण के बारे में दो भागों में चर्चा करने जा रहा हूँ मैंने इस व्याख्यान को दो भागों में विभाजित किया है क्योंकि यह मेरा अपना शोध है जिसे मैंने अपने डॉक्टोरल अध्ययन के दौरान आयोजित किया है और पहला भाग पद्धतिगत दृष्टिकोण के बारे में बताता है और विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं मैंने इसे कैसे तैयार किया और मैंने किस तरह की रूपरेखा तैयार की है और दूसरे भाग में मैं केस स्टडी टिप्पणियों और निष्कर्षों के बारे में चर्चा करूंगा कि केस स्टडी के माध्यम से मुझे किस तरह की समझ मिली तो चलिए पहला भाग शुरू करते हैं इस तमिलनाडु में सुनामी पुनर्निर्माण के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपदा क्षेत्र में मेरी यात्रा कैसे शुरू हुई ये दो तस्वीरें मेरे जीवन की महत्वपूर्ण तस्वीरों में से एक हैं जिससे मेरे जीवन की पूरी यात्रा ने एक अलग मोड़ ले लिया है दाहिने हाथ की ओर जो तस्वीर है वह 1993 में लातूर के मराठवाड़ा क्षेत्र में आए भूकंप के बाद घरों के पुनर्निर्माण को देख सकते हैं और बाई और आप गुजरात भूकंप से निर्मित कई जियोडेसिक डोम देख सकते हैं जब मैंने लातूर भूकंप रिकवरी की यह तस्वीर देखी और कुछ समय बाद मैंने इन विशेष स्थलों का दौरा किया और आज भी इन मकानों मैं कोई नहीं रह रहा है उस दिन मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यह उठा कि क्यों इन मकानों पर बहुत अच्छे तकनीकी इनपुट होने के बावजूद इनमें कोई नहीं रह रहा है हालांकि यह आर सी सी ढांचा जियोडेसिक डोम है समुदाय इनमें क्यों नहीं रह रहा है यह सवाल मेरे दिमाग में है मैंने इस तरह के अनैतिकता के पीछे के कारणों पर काम करना शुरू कर दिया फिर बाद में मैंने अपनी शोध पर काम किया और जब मैं गुजरात गया तो मुझे एहसास हुआ कि क्यों समुदाय सांस्कृतिक आयाम के लिए चिंतित हैं और वे क्यों खुश नहीं हैं यह कुछ पूर्वनिर्मित इनपुट और ठोस संरचनाएं हैं फिर भी लोग खुश क्यों नहीं है वे अपने परिवार और आजीविका पहलू की देखभाल कैसे कर रहे थे इसलिए इसने मेरे दिमाग में एक अलग आयाम खोल दिया और मैंने पारंपरिक आर्किटेक्चर पारंपरिक वातावरण को समझना शुरू कर दिया और साथ ही मैंने कुछ समय के लिए ऑरोविले में काम किया जिससे मेरी आंखें खुल गई और मुझे इस चीज का अनुभव हुआ कि समुदायों के साथ आर्किटेक्ट कैसे काम करते हैं और मैं वर्नाकुलर आर्किटेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन करने ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स में मास्टर्स करने के लिए चला गया यह 2004 का समय था और सुनामी ने तमिलनाडु को प्रभावित किया और सुनामी के तुरंत बाद मैंने तमिलनाडु के मछली पकड़ने वाले गाँवों के पुनर्वास हिस्से पर अपनी थीसिस की और फिर मैंने समुदाय और विकास समूहों के बीच के अंतर को समेटने पर काम किया यह एक ऐसी समझ है जो मुझे पुनर्वास चरण में मिली थी बाद में मैंने कैलडिकोट में बी ए टी टी में डिजाइन तकनीशियन के रूप में काम किया हमारी कंपनी को पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में कश्मीर भूकंप पुनर्वास पर परियोजना मिली है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने लकड़ी के फ्रेम वाले कुछ घरों का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है पर्यटन विकास के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों के रूप में काम किया इसलिए वहां मैं बाढ़ पैक के दृष्टिकोणों में काम कर रहा था जहां मैं उन घरों को डिजाइन कर रहा था बना रहा था उन्हें कश्मीर के हिस्से में जल यात्रा के द्वारा भेज रहा था और फिर फ्लैट पैक दृष्टिकोण का उपयोग करके फ्लैट पैक जैसे आई के ई ए फर्नीचर वितरित किया इसलिए मैं जो कर रहा था उसमें मुझे एक खलनायक की भूमिका का एहसास हुआ मैं यह नहीं जानता कि लाभार्थी कौन हैं साइट क्या है रूपरेखा क्या है जलवायु क्या है जो मैं कर रहा था उससे मुझे यह एहसास हुआ कि ग्राहक क्या चाहता है और इसमें क्या अंतर है उद्योग क्या आपूर्ति कर रहा है और लाभार्थी क्या चाहते हैं यह वह जगह है जहां मैंने पी एच डी अनुसंधान के अपने प्रस्ताव को विकसित किया और डॉक्टोरल अनुसंधान के शुरुआती दिनों में मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन से वित्त पोषित किया गया मेरे प्रारंभिक सिद्धांत मूल शब्दावली में थे क्योंकि हम दिन प्रतिदिन विकास जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं जब हम विकास कहते हैं तो हम विकास को कैसे परिभाषित कर सकते हैं इसलिए मैंने अपने शोध में जो विकास के पहलू को देखा था उसका संदर्भ एक तरफ सामान्य विकास प्रक्रिया है जो आपदा से पहले नगर पालिका या पंचायत समुदायों और उनकी सड़कों पानी की आपूर्ति सेवाओं सब कुछ स्वास्थ्य क्षेत्र का ध्यान रखती हैं तो यह सामान्य विकास प्रक्रिया है और फिर दूसरा भाग आपदा है जब आपदा आती है तो विभिन्न एनजीओ मदद के लिए आगे आकर काम करते हैं और वे विभिन्न फंडिंग तंत्र काम करते हैं यह राहत चरण हो सकता है या पुनर्वास चरण हो सकता है या यह एक लंबे समय तक चल सकता है जो कि बहाली और पुनर्निर्माण चरणों को दर्शाता है यहाँ अभिनेता बहुत अलग हैं और वे विकास की प्रकृति में बहुत अस्थायी है लंबे समय में जब राहत चरण खत्म हो जाता है और पुनर्वास चरण शुरू हो जाता है जहां उन्हें कुछ समय के लिए अस्थायी आवास में रखा जाता है और उन्हें लंबे समय तक वे दृश्यमान भूमि व्यवहार्यता और उपयुक्त एनजीओ समन्वय उचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यहां से आपदा के बाद की विकास प्रक्रिया शुरू होती है जो की दो तीन साल की लंबी प्रक्रिया हो सकती है और जाने से पहले मैं इसके पीछे की तकनीकी पहलुओं के बारे में बात करना चाहता हूं सबसे पहले मैं जोखिम और आपदा के बारे में चर्चा करूंगा इसका एक बहुत ही मौलिक अंतर यह है कि जोखिम एक प्राकृतिक घटना है जो बाढ़ चक्रवात या भूकंप हो सकता है यह एक भूस्खलन हो सकता है और फिर इससे जोखिम एक आपदा बन सकती है जैसे कि जापान से समझने के लिए 9 रिक्टर स्केल मिल रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में आपको आठ रिक्टर स्केल मिल सकते हैं लेकिन फिर भी आप वहां जीवन नहीं खो रहे हैं लेकिन भारत पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे देशों में 75 स्केल भी एक बड़ा प्रभाव पैदा कर रहा है तो यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है जो प्रभाव बना रही है यह भेद्यता है समाज और समुदाय जो उस विशेष खतरे और इसके प्रभाव का सामना करने में असमर्थ हैं तो यह वह जगह है जहां जोखिम और भेद्यता आपदा का खतरा बना रहे हैं वास्तव में जब मैंने अध्ययन के लिए फिर से रोहित जिज्ञासु के काम का उल्लेख किया तो उनसे मुझे एक दिशा मिली जिससे मुझे ब्लाइकी के काम कैनन और इयान डेविस के साहित्य के बारे में पता चला कि कैसे इन भेद्यता आपदा और जोखिम में काम करना चाहिए उदाहरण के लिए आप यहां जो देख सकते हैं वह आपदा के तुरंत बाद आपदा की प्रतिक्रिया है विकास होना चाहिए और भेद्यता कारक बहुत कम होना चाहिए लेकिन वास्तव में आपदा प्रतिक्रिया विकास के पहलू के भीतर है यानी यहां आप देखते हैं कि भेद्यता कारक अधिक है यह हमारी मौजूदा प्रणाली के भीतर है यह वह जगह है जहाँ लुईस कहते हैं कि यह केवल एक साइकिल नहीं है बल्कि यह एक बायसाइकिल है जब सामने का पहिया विकास के लिए घूमता है तो जरूरी नहीं कि भेद्यता कम हो यह दूसरी दिशा में भी मुड़ सकता है क्योंकि अन्य कारक जो इसके लिए अहम कारक हैं इसी तरह इसे मैंने आपदा के बाद आपदा पूर्व विकास के रूप में परिभाषित किया मैंने इसे पूर्व आपदा भेद्यता में वर्गीकृत किया है यह एक तस्वीर है जो मैंने राहत की अवस्था में सुनामी बहाली के शुरुआती चरण में ली है जहां उनके पास मौजूदा जल संसाधनों के मुद्दे है लोग छोटे नगरपालिका के नलों और कोनों से एकत्रित होकर पानी इकट्ठा करने जाते थे और उनके पास सेवा के मुद्दे हैं इसलिए पहले से ही एक मौजूदा कमजोर स्थिति यह है कि वे खतरों से ग्रस्त हो सकते हैं वे दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए प्रवण हैं लेकिन जबकि आपदाओं के परिणामस्वरूप भेद्यता हैं जहां मानव जीवन और संपत्ति की क्षति भी होती है और अवसंरचनात्मक क्षति होती है यह 2007 आपदा के बाद की भेद्यता की उसी स्थान की तस्वीर है लगभग दो ढाई साल और अभी भी लोग इन बुनियादी सेवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो यह वह जगह है जहां हम इन आपदा के बाद की बात करते हैं इसलिए कभी कभी बहाली प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भेद्यता ज्यादा या कम हो जाती है फिर मैंने यह अलग रूप में देखना शुरू कर दिया कि भेद्यता का आकलन कैसे किया जा सकता है जब हम भेद्यता के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको चार अलग अलग प्रकार के भेद्यता विश्लेषण से परिचित कराऊंगा पहला तकनीकी केंद्रित विश्लेषण है इससे पहले जब कोई आपदा होती है चाहे वह बाढ़ हो या भूकंप इंजीनियर की टीम इन साइट पर जाती है और वे यह भी देखती हैं कि दरारें कहां आई हैं जहां जोड़ों में सुदृढीकरण दोष है तो इसका मतलब है कि वे गिरावट और कमजोरियों के तकनीकी निरीक्षण के माध्यम से इमारतों की भौतिक भेद्यता को देख रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण हैं जो बाद में 80 के दशक के बाद जहां फ्रेडरिक कोनी से संबंधित था आपदाओं और विकास के बीच जहां यह समाजशास्त्रियों और मानवविज्ञानी का भी ध्यान केंद्रित हो गया है उन्होंने अक्सर देखा कि हर बार जब कोई आपदा होती है तो यह ज्यादातर एक विशेष लक्ष्य समूह को प्रभावित करता है यह एक सामाजिक समूह की भेद्यता पर केंद्रित है और सामाजिक भेद्यता के कारणों से चिंतित है तीसरा पहलू जो एक स्थितिजन्य विश्लेषण है यह सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि एक व्यक्ति या परिवार किस तरह के समूह से हैं लेकिन दैनिक जीवन की प्रकृति और उनकी वास्तविक स्थिति कैसे बदलती है या जो हाल ही में बदल गई है यह विकास इनपुट के माध्यम से हो सकता है यह भेद्यता द्वारा अप्रत्याशित विभिन्न रूपों के परिणामस्वरूप हो सकता है इसलिए स्थिति कैसे हर दिन बदल रही है अंतिम पहलू एक समुदाय आधारित विश्लेषण है समुदायों और समूहों ने भेद्यता की अवधारणा को नुकसान से बचाने के लिए अपने स्वयं के जोखिम की जांच करने के लिए उपयुक्त किया है यहां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एनजीओ ने निभाई थी इसलिए उन्होंने समुदायों को अपनी समस्याओं और मुद्दों के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया इसलिए आप सहभागी दृष्टिकोण द्वारा समुचित समाधान खोजने के लिए समुदाय को संलग्न करने का प्रयास कर रहे हैं यहीं पर अधिकांश एनजीओ काम करते हैं लेकिन मेरे शोध में मैंने देखा कि मैं एक समूह नहीं हूं मैं एक एनजीओ नहीं हूं लेकिन मैंने यह पाया कि हर दिन क्या हो रहा है और चीजें कैसे बदलती जा रही है मैं एक अकेला शोधकर्ता हूं जो इस स्थिति में काम कर रहा हूं जहां मैं एक स्थितिजन्य विश्लेषण पर देख रहा हूं यहां दबाव और रिलीज के विभिन्न मॉडल हैं ब्लैकी कहता है कि यह भेद्यता कैसे आगे बढ़ती है हमारे पास मूल कारण हैं इसे पी ए आर मॉडल कहा जाता है यह अंतर्निहित कारकों के बारे में बात करता है इसकी शक्ति संरचनाओं संसाधनों तक सीमित पहुंच हो सकती है इसलिए आपके पास सोने का भंडार है इसका मतलब यह नहीं है कि आप समृद्ध राष्ट्र हैं घाना के पास सोने का भंडार है दक्षिण अमेरिकी देशों के पास अच्छा संसाधन है लेकिन वे बहुत समृद्ध नहीं हैं सिंगापुर जिसके पास कुछ भी नहीं है जो अभी भी उससे निपटने में सक्षम है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ क्षमताओं के बारे में बात कर रहे हैं कैसे कोई बिजली प्राप्त करने में सक्षम है और शायद एक निश्चित समूह की इस तक पहुँच नहीं है शायद सऊदी जैसे देशों में जहाँ लिंग कुछ पहलुओं तक सीमित है तो यह वह जगह है जहाँ आप अंतर्निहित कारकों के बारे में बात कर रहे हैं यहां एक गतिशील दबाव है जो बाजार स्थानीय संस्थानों प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा है और जो फिर से बलों का स्थूल स्तर है तेजी से शहरीकरण जो हर रोज बदलते कारक हैं वास्तव में असुरक्षित परिस्थितियां जिनके परिणामस्वरूप अक्सर खतरनाक स्थानों का परिणाम होता है क्योंकि तेजी से शहरीकरण के कारण लोग पलायन करते हैं और यहूदी बस्ती और मलिन बस्तियों का निर्माण करते हैं या वे ज्वालामुखी स्थानों के पास रहना पसंद करते हैं या वे बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहते हैं इसलिए गरीबी भी अंतर्निहित कारकों में से एक है और फिर यह वह जगह है जहां हम R को H V के बराबर कहते हैं और यह अक्सर असुरक्षित स्थितियों में परिणाम देता है तो मूल रूप से अंतर्निहित कारक भी हैं और वे गतिशील दबाव हैं जो वास्तव में प्राकृतिक खतरे की घटना के साथ पैदा हो रहे हैं यह स्थायी आजीविका ढांचा भी है जो संपत्ति ढांचे के बारे में बात करता है जहां यह 1997 में एक अलग मॉडल है जो उन्होंने विकसित किया है कि व्यक्ति या समूह संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं जो मूल रूप से व्यवस्थित करने के लिए एक संपत्ति है उनकी आजीविका और क्षमताएँ कैसे उन्हें दुनिया को जोड़ने और बदलने की क्रिया करने में सक्षम बनाती हैं इसके अलावा टोनी लॉयड जोन्स और कैरोल राकोडी भी है यह भी प्रस्ताव किया कि इन परिसंपत्तियों और जोखिम संदर्भ के लिए बुनियादी ढांचे और विकास का उन पर प्रभाव कैसे पड़ता है साथ ही आजीविका के अवसरों और नीतियों और संस्थानों के साथ ये कैसे व्यक्ति या समूहों को कार्य करने के लिए बनाते हैं लेकिन यहाँ यह सिर्फ आर्थिक आवश्यकता के लिए नहीं है जहाँ घर या समूह कार्य करते हैं लेकिन यह उन सांस्कृतिक कारकों के साथ है जो लोग परिणामों का प्रबंधन करते हैं और अपनी आजीविका के विकल्पों पर कार्य करते हैं यहीं से मेरा तर्क बनने लगा इसलिए अब तक मैंने सांस्कृतिक और निर्मित पर्यावरण के बीच संबंधों पर कई शोध किए हैं जिसमें साहित्य भेद्यता और विकास भी है यह भी एक कार्य और साहित्य है फ्रेडरिक क्यूनी की ओर से इसमें आप आपदाओं और विकास पर विचार करते हैं लेकिन मैं इन सभी घटकों को देखने की कोशिश करता हूं जो संस्कृति की भेद्यता और विकास के साथ संबंध रखते हैं मैं इसे सत्तामूलक परिप्रेक्ष्य निर्मित पर्यावरण परिप्रेक्ष्य और विशेष रूप से आपदा के संदर्भ में देख रहा हूं इसलिए मैंने यहीं से बौरदिएउ की सांस्कृतिक राजधानी से शुरू होने वाले विभिन्न प्रकार के साहित्य की समीक्षा शुरू कर दी है किम डोवी नील लीच और रेजिना लिम का जगहों की फ्रेमिंग करने पर अन्य काम है इसलिए यह वह जगह है जब मैंने संस्कृति के बारे में बहुत सारे साहित्य का खुलासा करना शुरू किया और यही वह जगह है जहाँ मैंने कुछ साहित्य को अपनाने की कोशिश की और अपने शोध का एक ढांचा बनाया ताकि आपदा विकास प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका को समझा जा सके इसलिए मैंने लिम के सांस्कृतिक परिवेश के मॉडल को अपनाया है जिसे वह कहती है वह एक प्रकार का धर्म पारिस्थितिक वातावरण अर्थव्यवस्था पारिवारिक संरचना रिश्तेदारी लिंग भूमिका राजनीति सांस्कृतिक संपर्क का प्रकार है इसलिए ये सभी एक पहचान बनाने के लिए उसे निश्चित संरचना का आकार देते हैं और इसी तरह मैंने बोर्दो के सिद्धांत के बारे में बात की जो सांस्कृतिक पूंजी के बारे में बात करता है जो वस्तुगत पूंजी और विरासत में मिली पूंजी है जो मूल रूप से एक अंतर्निर्मित है जो आपके द्वारा प्राप्त गुणों के साथ है जो आपके परिवार और आपकी समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से है लेकिन आप इसे आपत्ति कला के रूप में किस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और आप इसे आर्किटेक्चर के माध्यम से कैसे ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं इस शैक्षणिक प्रमाणिकता के साथ इसके स्थान और संस्थान अधिक हैं जहां लोकप्रिय संस्कृतियों का अंतर सामने आता है और लीच थ्योरी जगह की पहचान के बारे में बात करती है कि कोई जगह के उस प्रदर्शन को कैसे बयान कर सकता है जो जगह को परिभाषित करता है और दोहराए जाने वाले संस्कृति प्रदर्शन आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ की परछाई के बारे में बात करते हैं यह जरूरी नहीं है कि हम उस स्थिति में वापस जाएं जहां यह था क्योंकि वहां लोग विकसित थे और एक दूसरे के बारे में बात करते थे अब बस स्थानीय ज्ञान पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि परंपरा धार्मिक उपदेश अपने रोजमर्रा के जीवन का संचालन करने के लिए अन्य प्रथाओं का अवलोकन कर रही है क्योंकि कुछ अन्य कारक भी हैं जो लोग अपनी पसंद बनाने के लिए करते हैं तो यह वह जगह है जहाँ एक विरोधाभासी पहलुओं को परंपरा का पालन करना पड़ता है और पारंपरिक मॉडल के प्रतियोगिता पहलुओं को देखना पड़ता है इसलिए मेरे शोध में हमने संस्कृति को देखना शुरू किया कि हम कैसे सांस्कृतिक अनुसंधान को परिभाषित करना शुरू कर सकते हैं यहां संस्कृति को कुल मानव अनुभवों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है और एक जगह में स्वदेशी ज्ञान को संचित किया गया है क्योंकि मैं निर्मित पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य से देख रहा हूं कि समुदाय अपने जीवन और स्थानों पर अर्थ देने पर भरोसा करते हैं जिसके माध्यम से लोग अपने रोजमर्रा के जीवन को जीवित रखने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करते हैं चाहे वह पूर्व आपदा की स्थिति हो या आपदा के बाद की स्थिति हो इसलिए मुख्य रूप से मेरा तर्क यह है कि कैसे स्थानीय समुदायों के सांस्कृतिक आयामों को मानवीय और विकास प्रक्रिया के लिए वर्तमान आपदा के बाद की स्थिति में प्रभावी और पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाए ० प्रभावित दोनों समुदायों के नुकसान के लिए मानवीय और विकास एजेंसियां उनकी मदद कर रही हैं तो यह वह जगह है जहाँ मेरा शोध प्रश्न करता है आपदा के बाद की बहाली प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका और इसके भेद्यता के संबंध को कैसे समझा जाए जो पारंपरिक बस्तियों से निर्मित वातावरण को विशेष रूप से प्रभावित करता है इसलिए मेरे तरीकों ने दो विषय डोमेन को समझना शुरू कर दिया है एक इस परिवर्तन के बारे में बात करता है जो इस आकृति विज्ञान के बारे में है कि कैसे आपदा से पहले और आपदा के बाद स्थानिक चरित्र बदल गया दूसरा पहलू जब मैं इसके सांस्कृतिक आयाम को देख रहा हूं जहां मुझे सांस्कृतिक को नृविज्ञान के तरीकों से आकर्षित करना है तो यह वह जगह है जहाँ सांस्कृतिक नृविज्ञान और आकृति विज्ञान विशेष रूप से आपदा और विकास में दो अलग अलग डोमेन में काम कर रहा है इसलिए मैंने उत्तरदायी वातावरण के सिद्धांत पर इयान बेंटले के काम को अपनाया है जहां वह कुछ गुणात्मक सूचकांकों के बारे में बात करता है कि कैसे एक स्थान को मापना है आप जानते हैं जब हम आकृति विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो हम स्थानिक चरित्र के बारे में बात करते हैं किसी को यह समझना होगा कि कोई उस बदलाव को कैसे माप सकता है पारगम्यता सुगमता जीवन शक्ति विविधता मजबूती कौन से गुण है दृश्य विनियोग वैयक्तिकरण लेकिन फिर जैसा कि हम जगह समय की रूपरेखा पर विचार करते हैं हम सिर्फ एक बस्ती को नहीं देख रहे हैं हम निर्मित पर्यावरण की विभिन्न परतों को भी देख रहे हैं जिसमें ज्यादातर अंतर्निहित स्थलाकृति प्राकृतिक प्रणाली है जो इसका एक पारिस्थितिक परिदृश्य है जो सार्वजनिक संपर्क प्रणाली भूखंड भवन के घटक है क्योंकि इन मध्यवर्ती स्थान निर्मित पर्यावरण की विभिन्न परतें हैं जो भूवैज्ञानिक जैसे विभिन्न समय के पहलुओं में परिवर्तन करता है और अंतर्निहित स्थलाकृति एक भूवैज्ञानिक समय में बदल जाती है जबकि प्राकृतिक प्रणाली एक पारिस्थितिक समय में बदल जाती है क्योंकि सार्वजनिक स्थान सहस्राब्दी या भूखंडों में परिवर्तन एक शताब्दियों में होता है जैसे कि हमने निर्मित पर्यावरण की विभिन्न परतों में परिवर्तन के पहलू को देखा है इसलिए मैंने इस तरह की संरचना को विकसित किया है कि कैसे पारिस्थितिक पर्यावरण और भौगोलिक परिदृश्य निर्मित पर्यावरण पहलू को विशेष रूप से पूर्व आपदा विकास और आपदा के बाद के विकास में तैयार कर रहा है और फिर आपके पास विशेष रूप से शहरी डिजाइन की अवधारणाएं हैं प्रतिक्रिया की कहानी यह है कि हम इस रिक्त स्थान की जांच कैसे कर सकते हैं और यह पूर्व और बाद दोनों में कैसे बदल रहा है और फिर एक तरफ निर्मित पर्यावरण में संस्कृति के निर्माण जैसे कि आपके पास भूगोल और पारिस्थितिक पर्यावरण परिवार लिंग धर्म अर्थव्यवस्था के लिम के मॉडल हैं और ये वास्तव में जगह के साथ कैसे सहभागिता करते हैं मेरा अगला सवाल था कि कितने केस स्टडीज हैं एक दो तीन इसलिए मैंने तमिलनाडु के आसपास यात्रा की थी मैंने नुकसान के आँकड़ों की बहुत सी सांख्यिकीय जानकारी ली है कि कौन से जिले प्रभावित हुए हैं गाँव और एनजीओ क्या काम कर रहे हैं संस्थान या पुनर्वास क्या कर रहे हैं और तदनुसार तमिलनाडु तट के करीब 17 गांवों का दौरा किया और फिर जब मैं अपने पायलट अध्ययन में महत्वपूर्ण खोज के लिए यात्रा कर रहा था तो न केवल भूमि का रास्ता बहुत अलग बल्कि समुद्र का रास्ता भी सीधा नहीं होता जब आप मन्नार की खाड़ी कि नीचे से गुजरते हैं तो आप एक गहरसमुद्र का पानी देखते हैं इसका भूगोल उत्तरी तरफ से अधिक सादा है और दक्षिण की ओर अधिक पहाड़ी है भूगोल के अलावा हम यह भी नोटिस करते हैं कि यहां का समुदाय भी बहुत अलग है और विशेष रूप से मछली पकड़ने के समुदायों में जो मैंने दौरा किया है उसमें मछली पकड़ने वाले उत्तरी भाग में रहते हैं वे ज्यादातर हिंदू उन्मुख हैं नागपट्टिनम क्षेत्र में मुस्लिम हिंदू और कुछ डेनिश समुदायों का मिश्रण देख सकते हैं आगे दक्षिण में रोमन कैथोलिक समुदाय के लोग रहते हैं तो इस तरह से मैंने तीन गांवों का चयन किया है लाइटहाउस कूपम थारंगंबडी कोवलम इन तीनों गांव में कोवलम एक रोमन कैथोलिक गांव है थारंगंबडी एक ऐसी जगह है जहां हिंदू मुस्लिम और ईसाई समुदाय है लाइटहाउस कुप्पम एक दलित गाँव है जो एक छोटा सा द्वीप है यहां इन सामाजिक सांस्कृतिक सेटिंग्स के अलावा विकास सेटिंग्स भी हैं जो एक अंतर बनाती हैं प्रकाशस्तंभ कुप्पम में तमिलनाडु सरकार बहाली प्रक्रिया में शामिल है थारंगमबाड़ी में मछुआरों के एन जी ओ दक्षिण भारतीय मछुआरा संघ इसमें शामिल थे कोवलम में पारंपरिक चर्च स्थानीय पंचायत शामिल है इसलिए मैं देख रहा हूं कि अलग अलग विकास इनपुट कैसे भिन्न होते हैं और इसके परिणाम कैसे होंगे इसलिए मैं वास्तव में गुणात्मक दृष्टिकोण देख रहा था शुरू में मैंने किसी तरह प्रश्नावली के साथ शुरुआत की यह काम नहीं किया इसलिए मैंने प्रश्नावली नहीं की और मुझे लगता है आप जिन संस्कृतियों को जानते हैं उनके अंतर्निहित आयाम को देख सकते हैं मुझे क्षेत्र अवलोकन जैसे विभिन्न तरीकों को अपनाना होगा जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी एक दस्तावेज़ीकरण रिकॉर्डिंग और साक्षात्कार दोनों हैं इसलिए यह समुदायों विकास एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों के साथ अर्ध संरचित साक्षात्कार हो सकता है और वास्तव में मानचित्रण अभ्यास के तरीकों को दर्ज करने के लिए मुझे कुछ समय लगा और मैंने कई तरीकों का उपयोग किया और मैंने संदर्भ के अनुसार से बताया है उदाहरण के लिए जब मैं कार से गांव में जा रहा था तो लोग मुझे देखकर डर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और वह केवल मुझे समस्याओं के बारे में बता रहे थे उन्होंने कभी मुझसे समाधान की बात नहीं की थी और मुझे एक अलग प्रकार का डाटा मिला कभी कभी वे मुझे डेटा देने में संकोच करते थे तो मैं चर्च में गया और वहां पादरी से बात की मैंने कहा कि क्या आप मुझे इसकी अनुमति दे सकते हैं तो उन्होंने मुझे उस जनसमूह में पेश किया जहां प्रत्येक समुदाय ने मुझे अपने घर आमंत्रित किया और डाटा देना शुरू कर दिया तो इसका मतलब यह है कि पहुंच जरूरी है ना कि अनुसंधान करना उन लोगों के बीच एक विश्वास बनाने के लिए जिन्हें आप अध्ययन से जोड़ रहे हैं तो आपको स्थानीय एजेंसी से संपर्क करना होगा चाहे वह एक चर्च हो पंचायत हो या कुछ और जैसे मुझे मस्जिदों में जाना है मुझे समूह साक्षात्कार लेना है तब विशेष रूप से कई महिलाएं मेरे सामने नहीं आती है क्योंकि मैं एक पुरुष हूं इसलिए मुझे एक महिला की मदद लेनी होगी जो तमिल बोल सकती है ताकि मैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए सक्षम रहूं और फिर वे अपने मुद्दों के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो जिसका अर्थ है एक संचार तकनीक जो मैंने भी सीखी है जब मैंने साक्षात्कारकर्ताओं से भूमि में पूछा तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत अलग थी लेकिन जब मैं यात्रा कर रहा था तो मैंने कुछ महीनों के लिए एक मछुआरे के रूप में उनके साथ समुद्र की यात्रा की मैं उनके पास मैं सुबह 400 बजे जाता था या सुबह 900 बजे जाता था क्योंकि उन्हें अपना अस्तित्व समुंद्र में दिखाई देता था तो वह समुंद्र से जुड़े थे और मुझे भी समुंद्र में देखकर मुझे अपना समझते थे और मुझसे बात करते थे उन्होंने मुझसे कई मुद्दों के बारे में बात करी जैसे कि वह कैसे समुदाय की पहचान करते थे और कैसे उनके पास जोखिम और इन सभी चीजों को समझने के लिए स्वदेशी ज्ञान है मैंने मानसिक मानचित्र अभ्यास को भी अपनाया है प्रारंभ में मैंने उन्हें नक्शे तैयार करने की तकनीक सिखाई मेरा मतलब है कि आप स्थानों को कैसे समझ सकते हैं कानूनी नक्शे लेकिन फिर कुछ मामलों में वे बनाने से भी नहीं डरते थे और फिर मैंने एक अलग तकनीक अपनाई है जिसकी मैं बाद में व्याख्या करूंगा 1993 से तमिलनाडु में एक तटीय विनियमन जून था जिसमें एक धब्बा है और इसे तब तक 19 बार संशोधित किया जा चुका है और इसे व्यावहारिक स्तर पर लागू नहीं किया गया लेकिन सुनामी के बाद से एजेंसियों ने सोचा है कि हमें इसे गंभीरता से लागू करना चाहिए और उन्होंने इन सभी मछली पकड़ने की बस्तियों को वापस स्थानांतरित करने की कोशिश की है भूमि के 500 मीटर के दायरे में उन्हें कुछ भी निर्माण नहीं करना चाहिए और बाद में उन्होंने वास्तव में यह भी प्रस्तावित किया है कि बाद में उन्हें इस विशेष चीज में संशोधन करना होगा और फिर उन्होंने कुछ क्षेत्रों में 200 से 500 मीटर तक की अनुमति दी है उन्हें अभी भी कुछ निर्माणों की अनुमति है इसलिए इसमें संशोधन किया गया है और इसका निहितार्थ भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर गंभीर प्रभाव है और भूमि का एक वैकल्पिक टुकड़ा और कनेक्टिविटी पहलुओं को ढूंढ रहा है जिस पर अगले भाग के व्याख्यान 2 में चर्चा की जाएगी और यह मेरे द्वारा विकसित किया गया व्याख्यान है ये कुछ संदर्भ हैं जिनका आप उल्लेख कर सकते हैं